इस लेक्चर में हम प्रोटीन की संरचना और कार्य प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक और यह कैसे सीक्वेंस और स्ट्रक्चर बनाते हैं देखेंगे किंतु इसके पहले हम पुरानी क्लास कक्षा मैं पढ़ें हुए लेक्चर को रिवाइज करते हैं डेटाबेस क्या है यह डाटा का कलेक्शन और उसको कंप्यूटर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाना है हमने डेटाबेस के बारे में और डेटाबेस कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है यदि डाटाबेस डिवेलप करना हो तो कौन कौन सी मुख्य बातों को ध्यान रखना चाहिए देखा न्यूक्लिक एसिड रिसर्च प्रतिवर्ष डाटाबेस पब्लिश करती हैऔर यह एक वेबसाइट को मेंटेन करते हैं इसमें सभी डाटाबेस जो लिटरेचर में उपलब्ध हैं का कलेक्शन है PUBMED यह भी एक लिटरेचर डाटाबेस है तथा बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश करते हैं इसके अलावा दूसरे लिटरेचर डेटाबेस भी कई आर्टिकल पब्लिश करते हैं अब हम न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस को समझते हैं पहले न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस डाटाबेस देखें कौन सा डेटाबेस न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस को डील करता है छात्रDDBJ DDBJEMBLऔर जीन बैंक के बारे में भी हमने डिस्कस किया अभी तक हमने डाई न्यूक्लियोटाइड प्रॉपर्टीज साथ ही न्यूक्लियोटाइड प्रॉपर्टीज डाटाबेस डिस्कस किए हमने बहुत सारे डेटाबेस और लिटरेचर जिनको बायोलॉजिकल साइंस में उपयोग किया जाता है देखा तो आपPUBMED से बायोलॉजिकल साइंस से संबंधित लिटरेचर की इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं यदि आप बायोलॉजिकल मैक्रोमोलीक्यूल को देखें तो इन्हें तीन मुख्य भाग में क्लासिफाई किया है छात्र प्रोटीन प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड कार्बोहाइड्रेट तो यदि यह न्यूक्लिक एसिड है तो जैसा हमने पिछली क्लास में समझा था कि यह जेनेटिक इनफॉरमेशन को कैरी करता है हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी बात की है यह मनुष्य के भोजन में मुख्य रूप से लिया जाता है यह ग्लूकोस या फ्रुक्टोज या सैलूलोज के रूप में भी हो सकता है इसके बाद प्रोटीन देखते हैं यह सभी लिविंग ऑर्गेनेज्म में बहुत महत्वपूर्ण है यह विभिन्न कार्य करने में मदद करता है प्रोटीनके बिल्डिंग ब्लॉक एमिनो एसिड होते हैं इन्हें अमीनो एसिड क्यों कहा जाता है क्योंकि एमिनो एसिड्स मैं एक अमीनो ग्रुप NH2होता हैऔर एक carboxyl group होता है यह इसकी साइड चेन है जो अलग अलग हो सकती है इस तरह एमिनो और carboxyl ग्रुपके कारण यह अमीनो एसिड कहलाते हैं अब हम सबसे पहले एमिनो एसिड्स के प्रकारों के बारे में बात करेंगे प्रकृति में 20 एमिनो एसिड उपलब्ध हैं यहां 20 अमीनो एसिड रेसिड्यू की लिस्ट है किनारे में3 लेटर कोड या 1 लेटर कोड दिए हैं जैसे यदि alanine कहें तो'ala' ALA या केवलA इसी तरह से बहुत सारे एमिनो एसिड रेसिड्यूज लिखे जाते हैं पहले एमिनो एसिड केफर्स्ट लेटरलिखा जाता है जैसे यदि आपalanine औरaspartic एसिड देखें तो पाएंगे कि दोनोंA से शुरू होते हैं A का उपयोगALANINEके लिए किया गया है जबकि aspartic एसिड के लिए डी Dका इस्तेमाल किया जाता है इस तरह एमिनो एसिड रेसिड्यू के लिए 20 लेटर इस्तेमाल होते हैं बहुत सारे लेटर एमिनो एसिड के लिए उपयोग नहीं होते इन 20 अमीनो एसिड को मुख्य भागों में वर्गीकृत किया गया है यह हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक रेसिड्यूज हैं फोबिक अर्थात डिसलाइक इस तरह जो अमीनो एसिड पानी से बंधुता नहीं रखते वे हाइड्रोफोबिक हैं हाइड्रो अर्थात पानी यह पानी को पसंद नहीं करते इनके साथ एलिफेटिक ग्रुप होते हैं दूसरा ग्रुप हाइड्रोफिलिक रेसिड्यू का होता है 10 अमीनो एसिड हाइड्रोफोबिक और 10 हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड रेसिड्यूज को मैंने4 भागों में क्लासिफाई किया है पहला ग्लाइसिन है इसमें कोई साइड चेन नहीं है क्योंकि N C alphaC चैन मेन चैन है इसके साथ कोई साइड चैन मैंH एटम है यह केवल 1 अमीनो एसिड है जो इस तरह का होता है यह chiral नहीं है किंतु दूसरे19 एमिनो एसिड रेसिड्यूज में कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप अलग होते हैं इसलिए यहchiral अमीनो एसिड है दूसरा ग्रुप एलिफेटिक एमिनो एसिड रेसिड्यू का है एलिफेटिक एमिनो एसिड मैं अल्काईल ग्रुप जोCH2 ग्रुप है पाया जाता है इस तरह यदि आप सभी एमिनो एसिड रेसिड्यूज देखें जैसेalanine या leucine याisoleucine या valine सभी मैंCH2 ग्रुप पाया जाता है इसलिए इन्हें एलिफेटिक एमिनो एसिड कहते हैं अब मैं तीन और केस लेता हूं जिनमें रिंग्स होती है इन्हें एरोमेटिक एमिनो एसिड रेसिड्यूज कहते हैं एक और एमिनो एसिड ग्रुप सल्फर कंटेनिंग होता है एक methionine और दूसरा cystine इनमें से एक डाईसल्फाइड बॉन्ड बनाता है वह कौन सा एमिनो एसिड है Student Cysteine छात्र Cystine इनमें से cystineमेंडाईसल्फाइड बॉन्ड होता है इस तरह मैंने मुख्य दो ग्रुप बनाए हैं हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू को पुनः 4 क्लास में क्लासिफाई किया है glycinealiphaticaromatic और सल्फर कंटेनिंग इसी तरह आप हाइड्रोफिलिक रेसिड्यूज देखें तो इन्हें 3 डिफरेंट ग्रुप मैं क्लासिफाई किया है जिसमें से एक नेगेटिव चार्ज क्योंकि इसमें एसिड ग्रुप ग्लाइसिन एलिफेटिक एरोमेटिक है तो अस्पर्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड तथा पॉजिटिव चार्ज lysinearginine और histidine तथा दूसरे कोलर तो रेसिड्यू जैसे asparagineglutamineserine और threonie तथा proline एक तरह मुख्य दो ग्रुप है जिन्हें पुनः सब ग्रुप में विभाजित किया गया है

यह ग्रुप समझना आवश्यक है क्योंकि म्यूटेशन के समय इनका बहुत महत्वपूर्ण महत्व है म्यूटेशन में एमिनो एसिड रेसिड्यू का रिप्लेसमेंट होता है जिससे प्रोटीन स्ट्रक्चर में परिवर्तन आता है तथा कार्य भी बदल जाते हैं इसलिए प्रत्येक अमीनो एसिड के विशेष फीचर पता होना आवश्यक है Serine और thronine मैं अल्कोहल होता है तो यह aspartic acid है Serine और thronine मैं अल्कोहल होता है तो यह aspartic acid है मैं अमीन होता है इसी तरह एलिफेटिक ग्रुप Alanine Valineहोता एरोमेटिक ग्रुप tryptophane मैं होता है Tryptophane tyrosine मैं कई केमिकल ग्रुप है जो प्रोटींस के स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन समझने में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ग्रुप फोल्डिंग की प्रक्रिया को शुरू करते हैं साथ ही प्रोटीन के सिस्टम को स्थिरता प्रदान करते हैं इस तरह यह 20 अमीनो एसिड दो ग्रुप में विभाजित किए गए हैं और यह डिफरेंट केमिकल ग्रुप्स के अंतर्गत आते हैं और यह अलग अलग प्रकार के इंटरेक्शंस प्रदर्शित करते हैं अब सबसे पहले एक नॉनपोलर रेसिड्यू या हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू लेते हैं इस तरह अल्काईल ग्रुप या एरोमेटिक ग्रुप्स लेंगे यह रेसिड्यू हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन प्रदर्शित करेंगे इन नॉनपोलर ग्रुप के आपस में चिपकने की प्रवृत्ति होती है यह आपस में जलीय वातावरण में पास आ जाते हैं इसको तेल पानी मिश्रण के उदाहरण से समझा जा सकता है जैसे यदि पानी में तेल मिलाया जाए तो तेल के मॉलिक्यूल आपस में पास आ जाते हैं यह हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है इसी तरह हाइड्रोफिलिक रेसिड्यूज मैं दूसरे तरह का फंक्शनल ग्रुप होता है जैसे एसिड या एमाइड तो हम इन केमिकल ग्रुप की पोलैरिटी देखते हैं यहां पर मैंने एमिनो एसिड रेसिड्यू को उनकी बढ़ती हुई पोलैरिटी के आर्डर में रखा है एमाइड फिर एसिड इसके बाद अल्कोहल और amines इसके पश्चात ईथर और एलकेलाइन एक तरह अमीनो एसिड के 3 अलग अलग ग्रुप है कुछ न्यूट्रल जैसे ग्लूटामिक और asparagine और एसिडिक जैसे कुछ बेसिक भी जैसे lysine और अर्जिनिन इन रेसिड्यूज की यह प्रवृत्ति होती है कि यह अलग अलग तरह के इंटरेक्शन प्रदर्शित करते हैं जैसे एसिडिक ओर बेसिक अमीनो एसिड साल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शन बनाते हैं क्योंकि यह पॉजिटिव चार्ज रेसिड्यू और नेगेटिव चार्ज रेसिड्यू के बीच में होता है और दूसरे पोलर रेसिड्यू के साथ यह सामान्यतः हाइड्रोजन बांड बनाते हैं इस तरह 20एमिनो एसिड रेसिड्यू अलग अलग तरह के इंटरेक्शन फोल्डिंगकी शुरुआत और प्रोटीन संरचना की स्थिरता के लिए उत्तरदाई होते हैं अब यह देखें के4 एमिनो एसिड्स जैसे leucinephynylalanine औरvaline तथाalanine यदि इन्हें इंक्रीजिंग नॉन पोलैरिटी के आधार पर रैंक दिया जाए तो यह कहां से शुरू होगा घटते से बढ़ते क्रम में पहले alanine valineleucine इसके बाद phynilalanine छात्र Valine alanine valine की तुलना में कम नॉनपोलर होता है क्यों Student Small Refer Time 0918 छात्र छोटा होने से alanine contains how many CH3 groups alanineमें कितनेCH3 ग्रुप है Student Only oneछात्र केवल एकonly one you can see here So its alanine this has one CH3 group Valine Alanine मैं एक CH3 ग्रुप होता है जबकिValine मैं123 Leucine मैं 1234 CH3 इस तरह इनका हाइड्रोफोबिक गुण बढ़ता जाता है तो दूसरा प्रश्न है5 6 एमिनो एसिड serine glutamic acid aspartic acid lysine alanine and glutamic acid तो क्या आप इन एमिनो एसिड को नॉनपोलर आधार पर इंक्रीजिंग पोलैरिटी देखते हुए रखा जा सकता है जैसेalanine एलिफेटिक है इसलिए बहुत ज्यादा नॉनपोलर है तो दूसरे अन्य इनका आर्डर है पहला एमाइड एसिडिक एसिड से ज्यादा उसके बाद अल्कोहल इसके पश्चात अमीन फिर ईथर और एल्केन तो हम इन केमिकल ग्रुप को कंपेयर करें तो यह20 एमिनो एसिड रेसिड्यू में पाए जाते हैं तो आप देख सकते हैंalanine पहले नॉनपोलर फिर lysine जो अमीन है फिर serine जो जो अल्कोहल ग्रुप है इसके पश्चातglutamic acidaspartic acidऔर अंत में glutamine Isoleucine because it has more CH3 group it is more insoluble than alanine So which यदि isoleucine या alanine ले तो पानी में घुलनशील कौन कम है Isoieucine क्योंकि इसमें CH3 ज्यादा है अब देखते है Lysine औरserine मैं कौन ज्यादा पानी में घुलनशील है serineक्योंकि अल्कोहल ग्रुप होता है अतः पानी में ज्यादा घुलनशील होता है यह serine होगा क्योंकि अल्कोहल ग्रुप पानी में ज्यादा घुलनशील होता है तो यदि आपके पास20 एमिनो एसिड रेसिड्यू हैं इनके सबके अपने विशेष गुण होते हैं जिनके कारण यह आपस में जोड़ते हैं और प्रोटीन की संरचना बनाते हैं आप देखें की20 अमीनो एसिड रेसिड्यू कैसे प्रोटीन चैन बनाते हैं और यह बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं एमिनो एसिड आर औरR1 देखें तो यह ओ एच और एच रिमूव कर वॉटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल कर आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं इस तरह साइड चेन बनती जाती है H और OH के निकलने पर एक पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है और पेप्टाइड बॉन्ड बनता है यह स्ट्रांग बॉन्ड होता है यह पार्सियल डबल बॉन्ड होता है इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं यहNH CO के बीच बनता है यह 1 अमीनो एसिड रेसिड्यू को दूसरे से जोड़ता है इस तरह एक के बाद एक एमिनो एसिड जुड़ते जाते हैं और प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह बहुत सारे पेप्टाइड जोड़कर पॉलिपेप्टाइड बनते हैं और अंत में फंक्शनल प्रोटीन का निर्माण होता है फंक्शनल प्रोटीन के लिए एमिनो एसिड का ऑर्डर और विशेष एमिनो एसिड का जुड़ाव होता है प्रकृति एमिनो एसिड रेसिड्यू के कॉन्बिनेशन को सेलेक्ट करती है और विभिन्न फंक्शनल प्रोटीन बनाती है उदाहरण के तौर पर यदि आपके पास पॉलिपेप्टाइड है तो क्या सभी पॉलिपेप्टाइड प्रोटीन होंगे छात्र नहीं किंतु सभी प्रोटीन पॉलिपेप्टाइड होंगे आप कई एमिनो एसिड को जोड़कर पॉलिपेप्टाइड बना सकते हैं किंतु यह पॉलिपेप्टाइड फंक्शनल प्रोटीन नहीं हो सकते क्योंकि प्रकृति एमिनो एसिड रेसिड्यू का सीक्वेंस खुद बनाकर विशेष प्रोटीन बनाती है इस तरह विशेष एमिनो एसिड्स रेसिड्यू की चेन विशेष प्रोटीन का निर्माण करती है यह मुख्यतः 3 अलग अलग ग्रुप में विभाजित है पहला ग्लोबुलर दूसरा फाइबर और तीसरा मेंब्रेन प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन अधिकतर ग्लोबुलर आकार के होते हैं यह अधिकतर फंक्शनल प्रोटीन होते हैं और विशेष महत्वपूर्ण कार्य करते हैं फाइबर फाइबर प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं यह किसी सिस्टम को मजबूती देने का काम करते हैं यहां हम फाइबर प्रोटीन का उदाहरण देते हैं Student Tendonsछात्र नाखूनTendons टेंडनंस और बाल आदि का विशेष संरचनात्मक कार्य है मेंब्रेन प्रोटीन का उदाहरण देखते हैं यह लिपिड एनवायरनमेंट मैं मेंब्रेन मैं एंबेडेड रहते हैं यहां मैं ग्लोबुलर प्रोटीन के लिए एक उदाहरण लेता हूं यह फाइबर प्रोटीन के लिए उदाहरण है इसमें लंबी चेन देख सकते हैं अब मेंब्रेन प्रोटीन देखते हैं यह दो प्रकार के होते हैं पहला अल्फा हेलीकल मेंब्रेन प्रोटीन और दूसरा बीटा बैरल मेंब्रेन प्रोटीन आप चित्र में देखें 2 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दिख रहा है सेंटर में साइटोप्लाज्म है इनमें बाहर periplasm है इसमें तो एक साइटोप्लाज्म और परिप्लाज्म के बीच में और एक peroplasm और आउटर स्पेस के बीच में होती है तो यदि आप इन मेंब्रेन और प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देखें जो मेंब्रेन के अंदर होता है वह प्रोटीन जो मेंब्रेन के अंदर होता है उसमें अल्फा हेलीकल इंफॉर्मेशन होता है यह मुख्य रूप मेंब्रेन के कार्य संपादन के लिए आवश्यक होता है बाहरी मेंब्रेन बीटा सीट से बनी होती हैयह बाहरी वातावरण और तेरी प्लाज्म के बीच में होती है तो यह प्रोटींस बीटा बैरल मेंब्रेन प्रोटींस भी कहलाते हैं यह इनरइन मेंब्रेन प्रोटीन या अल्फा हेलीकल मेंब्रेन प्रोटीन कहलाते हैं इस तरहलिटरेचर में भी दो तरह की मेंब्रेन डिस्क्राइब है अल्फा हेलीकल मेंब्रेन प्रोटीन जो अंदर की मेंब्रेन में और बाहर की मेंब्रेन बैरल कन्फर्मेशन से बनी होती है Refer Slide Time 1518 अब यदि ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइबर प्रोटीन या मेंब्रेन प्रोटीन देखें तो इन सब के स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग हैं जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य एंजाइमेटिक एक्टिविटी है जैसा कि हम जानते हैं की एंजाइम विशेष प्रोटीन होते हैं जिनकी कैटालिटिक एक्टिविटी किसी क्रिया की दर को बढ़ा देती है किंतु यदि हम फुल प्रोटीन ले तो यह देखेंगे की इस प्रोटीन एंजाइम के केवल तीन या चार एमिनो एसिड कैटालिटिक एक्टिविटी में भाग लेते हैं यह भाग कैटालिटिक रेसिड्यू होते हैं जिन पर सबसेट जोड़ते हैं इन्हें एक्टिव साइट कहा जाता है और यह कैटालिसिस में भाग लेते हैं उदाहरण के तौर पर कार्बनिक अनहाइड्रेस यह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बाई कार्बोनेट आयन में बदलने में कार्य करता है तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी हो तो यह एंजाइम टिशूज में बाइकार्बोनेट बनाते हैं लंग या फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड की कम मात्रा के समय यह बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में परिवर्तित हो जाते हैं एक दूसरेउदाहरण में मेटल एंजाइम देखते हैं जैसे अधिकतर कार्बनिक अनहाइड्रेस में जिंक आयन होता है यहां आप जिंक आयन देख सकते हैं यह3 histidine के साथ कोऑर्डिनेट करता है इस तरह इन प्रोटीन को मेटल एंजाइम कहते हैं क्योंकि यहznआयन के साथ जुड़े रहते हैं तो एंजाइम की क्रिया substrate पर होती है प्रोडक्ट का निर्माण होता है और वह पदार्थ जो एंजाइम की क्रिया से प्राप्त होता है प्रोडक्ट कहलाता है तो यदि आप यहां प्रोडक्ट देखें यहां एंजाइम प्रोटीन देखें और सबस्ट्रेट का एंजाइम पर जोड़ना देखें तो आप देखेंगे एंजाइम की एक्टिव साइट दो या तीन एमिनो एसिड रेसिड्यू के कारण होते हैं यह एक्टिव साइट होती है और substrate के आधार पर एंजाइम की बाइंडिंग साइट का शेप बदल जाता है इस तरह एंजाइम एक्टिव साइट प्रोडक्ट बनाने के बादcommute हो जाते हैं एंजाइम क्रिया की दर को बढ़ाते हैं जिससे क्रिया में तेजी आती है और सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है यहां पर अलग अलग एंजाइम के बारे में बताया गया है उदाहरण के तौर पर अल्कोहल dehydrogenase एंजाइम यह अल्कोहल को ब्रेकडाउन कर देता है क्योंकि अल्कोहल टॉक्सिक होता है और क्रिया के फलस्वरुप एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं तो यदि आप अल्कोहल पिए तो आपके शरीर में अल्कोहल dehydrogenase एंजाइम होना चाहिए नहीं तो यह toxic है और शरीर मैं परेशानी कर सकता है इसके अलावा यह अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेजबहुत सारी उत्प्रेरक क्रियाएं जैसे ऑक्सीडेशन के लिए भी महत्वपूर्ण है Brenda डाटाबेस मैं प्रोटीन एंजाइम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है इनके कार्य और प्रकार की पूरी इंफॉर्मेशन है इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी जैसे एंजाइम नामकरण नाम नंबरकार्य और विशेषता के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाती है इस तरह कार्य pathway और substrate और इनके कार्य डिसोसिएशन कांस्टेंट आदि भी यहां देखे गए हैं इसके अलावा इसमें आइसोलेशन और प्रिपरेशन के बारे में भी डाटा उपलब्ध है किस तरह यह विभिन्न बीमारियों में देखे जाते हैं और इनकी क्या उपयोगिता है ही मिल जाता है इन्होंने 2000 डाटा कलेक्ट कर शुरुआत की थी किंतु पैसे की कमी से इन्होंने अपना कार्य रोक दिया था जो अब पुनः शुरू हो गया है अब यह ऑनलाइन भी उपलब्ध है Brendaमैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखी गई है उदाहरण के तौर पर यदि आप कोई एंजाइम ले तो एंजाइम का नाम नंबर और उसके समजात इसके अलावा एंजाइम की विशेषता और कार्य क्षमता के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी तो मैं यहां पाथवे सबस्ट्रेट और कई सारी इनफार्मेशन फंक्शनल पैरामीटर डिसोसिएशन कांस्टेंट KdIC50 वैल्यू और पीएच आदि देख सकता हूं इसके अलावा यहां पृथक्करण और निर्माण से संबंधित डाटा भी उपलब्ध होता है की एंजाइम किस तरह बनाए जा सकते हैं उनकी संरचना में स्थिरता कैसे आएगी और कई बीमारियों आदि के बारे में संपूर्ण डांटा प्राप्त हो जाता है इसके अलावा एंजाइम का उपयोग इंजीनियरिंग आदि के बारे में भी ज्ञात हो जाता है किसी एंजाइम का कहां उपयोग हो सकता है यह भी मालूम हो जाता है क्योंकि बहुत सारे एंजाइम उपलब्ध है और इनका उपयोग इंडस्ट्री में होता है इन सब का Brenda डेटाबेस में जानकारी उपलब्ध है इनकीwebsite Brenda enzymedotorg है डेटाबेस में4 अलग नंबर जिन्हें एंजाइम कमीशन नंबर कहते हैं दिए हैं इन्हें डॉट के द्वारा अलग करते हैं उदाहरण के तौर परEC34114 इसमें फर्स्ट नंबर क्लास जैसेEC3 HYDROLASE एंजाइमजो पानी का ब्रेकअप करता है एंजाइम की अलग अलग क्लास है जिन्हें 6टॉप लेवल कोड में क्लासिफाई किया है EC 1 EC 2 EC 3 EC 4 EC 5 EC6 है जैसेEC2 देख यह पता चलेगा कि यह ट्रांसफरएस एंजाइम है और यदिEC1 oxidoreductase एंजाइम है ligaseइसी तरह EC1 ऑक्सीडोरिडक्टस्स है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को उत्प्रेरक करता है EC2 transferase एंजाइम है उदाहरण उदाहरण के लिएABB सेABC प्राप्त होगा EC3 हाइड्रोलाइसिस करता है EC5 आइसोमरेस औरEC6 LIGASE है जैसेEC3 है तो यह क्या है इस तरह एंजाइम्स के 6 टॉप लेवल क्लासिफिकेशन है जिनकी पुनः सब क्लास है Student जैसेEC3 Hydrolase है 34का अर्थ है कि यह एंजाइम hydrolase है और पेप्टाइड बॉन्ड पर एक्ट करता है यदि3411 लिखा हो तो इसका मतलब है कि यह 3 hydrolase और4 पेप्टाइड बॉन्ड11 से तात्पर्य है कि यह एमिनो एसिड के एमिनो टर्मिनल पर कार्य करता है यदि34114 लिखा हो तो यह hydrolase एंजाइम है पेप्टाइड बॉन्ड और एंड टर्मिनल जो इस ट्राई पेप्टाइड के लिए एमिनो एंड टर्मिनल है पर कार्य करता है इस तरह ट्राई पेप्टाइड के एमिनो टर्मिनल एंड को नंबर देने से आप इस विशेष एंजाइम के प्रकार को पहचान जाएंगे इस तरह किसी भी एंजाइम को Brenda databess पर देखा जा सकता है इसी तरह यदिEC 1 1 1 1 है तो यह ALCOHOL DEHYDROGENASEहै यहआपको इस एंजाइम के बारे में पूरी जानकारी दे देगा तो यहां आप सभी अल्कोहल dehydrogenase का डाटा ब्रेंडा डेटाबेस में जमा कर सकते हैं यहां से आप एंजाइम मॉलिक्यूल की रिएक्शन इंफॉर्मेशन उसकी कैटालिटिक साइट आदि के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी कुछ रेसिड्यू साइट्स कैटालिटिक होती है कैटालिटिक साइट समझने के लिए एक और डेटाबेस होता है जिसे कैटालिटिक साइट एटलस कहते हैं कैटालिटिक साइट एटलस है यहां पर एंजाइम की कैटालिटिक साइट रेसिड्यू से संबंधित समस्त जानकारी एकत्रित है जैसा मैंने पिछली क्लासों में बताया थाडेटाबेस के संदर्भ में डाटा लिटरेचर में बिखरे हुए रूप में है इसको कलेक्ट कर स्ट्रक्चर को समझाना समय ले सकता है किंतु इस एटलस में सभी एंजाइम्स की कैटालिटिक साइट के बारे में इंफॉर्मेशन उपलब्ध है यहां पर एंजाइम से संबंधित सभी जानकारी कैटालिटिक साइड में उपलब्ध रहती है इन्होंने डेटाबेस डिवेलप किया है जिसे कैटालिटिक साइट एटलस कहते हैं यदि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में डाटा है तो रेसिड्यू उसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है यदि साइट के बारे में ज्ञान ना हो तो इस डेटाबेस का उपयोग कर कैरेक्टरिस्टिक फीचर का अध्ययन किया जा सकता है यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि कौन से लक्षण कैटालिटिक साइट को आईडेंटिफाई करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं इस इंफॉर्मेशन का उपयोग करयहां पर कुछ मॉडल विकसित है जिनसे कैटालिटिक साइड रेसिड्यू को आईडेंटिफाई कर उन्होंने सभी एंजाइम्स के कैटालिटिक साइट रेसिड्यूको फ्रीडिक्ट किया है क्योंकि यदि स्ट्रक्चर ना मालूम हो तो सीक्वेंस इंफॉर्मेशन और कैटालिटिक साइट रेसिड्यू का उपयोग किया जा सकता है अतः उन्हें उन्होंने डेटाबेस में इन इंफॉर्मेशन को इकट्ठा रखा है इसमें एक्सपेरिमेंटल डाटा और कंप्यूटेशनल आईडेंटिफाई कैटालिटिक साइट रेसिड्यूजिनके स्ट्रक्चर ज्ञात नहीं है को रखा है इस तरह से कैटालिटिक साइट इनफार्मेशन जो बहुत सारे एस्पेक्ट को समझाती है जैसे आपPDB कौन को भी यहां पर सर्च कर सकते हैं यहां आपSwiss Portकोड याUniport कोड याEC नंबर भी उपयोग कर सकते हैं Student यदिEC1 1 1 1 है तो यहां अल्कोहल डी हाइड्रोजनएज यह देने पर आपPDB कोड से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं अलग अलग जीवो में अलग अलग म्यूटेशन और उसे ठीक करने के लिएयहां एक ही प्रोटीन के अलग अलग कोड के साथबहुत सारे ऑप्शन प्राप्त हो सकते हैं जैसे यदि हम अलग अलग कोड देखें और इस में से किसी एक कोड को सेलेक्ट करें जैसे1A71तो यहां पर8ADH देखें यह ऑक्सीडोरिडक्टसेहै यहां आपको एक नंबर प्राप्त होगा जो कार्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण रेसिड्यू है और उसकी कैटालिटिक साइट रेसिड्यू है अब आप यहां पर कुछ लेटर लाल रंग से देख रहे हैं जैसेserinehistidine और leucine यहां रेसिड्यू दिखाई दे रहे हैं जो कैटालिटिक साइट रेसिड्यू है इस तरह किसी विशेष प्रोटीन के लिए हमें लाल रंग में कैटालिटिक साइट रेसिड्यू दिखाई दे सकते हैं तो यदि आपके पास कोई एंजाइम है और और आप उसके बारे में उसकी कैटालिटिक साइट के बारे में जानना चाहे तोCSA के द्वारा आईडेंटिफाई कर सकते हैं Brenda database and what is the database where you can get the catalytic site residues इस तरह विशेष प्रोटीन उसकी कैटालिटिक एक्टिव साइट रिएक्शन कैटालिटिक साइट रेसिड्यू आदि के बारे में अलग अलग डेटाबेस से जाना जा सकता है Brenda डेटाबेस औरCSA के द्वारा कैटालिटिक साइट रेसिड्यू के बारे में जाना जा सकता है